आइए अब हम डीसी डीसी कन्वर्टर जोकि पीवी इकाई तथा लोड R0 के बीच एक इंटरफ़ेस की तरह कार्य कर रहा है को सिम्युलेट करके मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करें किंतु पहले हमें जानना होगा कि पीवी स्रोत को स्पाइस में कैसे उपयोग करते हैं हमें पीवी स्रोत के लिए स्पाइस में एक मॉडल विकसित करना होगा पहले हमने पीवी सेल का मॉडल देखा था आप देखते हैं कि पीवी सेल का प्रत्येक मॉडल तथा पीवी सेल इकाइयां श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ताकि VOC का उच्चतर मान प्राप्त हो सके इसी प्रकार आप पीवी सेल इकाइयों को समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट करंट का उच्चतर मान प्राप्त हो सके हालांकि सिमुलेशन के उद्देश्य से हम चाहेंगे कि ISC तथा VOC का मान निर्धारित करने में हमारे पास कुछ लचीलापन रहे और इस तरह से हम मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे किंतु इस तरह से कई सारे पीवी सेल को श्रेणी क्रम में लगाना बहुत जटिल हो सकता है उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपके पास 40 V ओपन सर्किट इकाई है और आप इस तरह के 40 नहीं 40 नहीं 50 सेल श्रेणी क्रम में लगाना चाहते हैं क्योंकि इसका कट इन वोल्टेज 07 या 08 है आपको 40 V मिलेगा किंतु 50 ऐसी इकाइयों को श्रेणी क्रम में लगाना वास्तव में बहुत ही जटिल होगा तथा इसमें लगने वाले अवयवों की संख्या बहुत बड़ी होगी तथा सिमुलेशन धीमा हो सकता है इसलिए हमें पीवी सेल के एक प्रकार के व्यापक मॉडल की आवश्यकता होगी स्पाइस अथवा एनजी स्पाइस में एक पीवी इकाई का I V अभिलाक्षणिक कुछ इस प्रकार होना चाहिए तथा हमें शॉर्ट सर्किट बिंदु ISC तथा ओपन सर्किट बिंदु VOC को परिभाषित कर पाना चाहिए इन दो राशियों को हमें पीवी इकाई जोकि स्पाइस में है के लिए परिभाषित कर पाना चाहिए केवल तभी हम पीवी मॉडल के साथ जोड़े गए पावर कनवर्टर का सिमुलेशन कर पाने में समर्थ होंगे तथा यह जांच कर पाएंगे कि क्या अलग अलग प्रकार की इकाइयों पीवी समूहों तथा अलग अलग I V अभिलाक्षणिकों जिनके अलग अलग शॉर्ट सर्किट तथा अलग अलग ओपन सर्किट बिंदु हैं के लिए मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग हो रहा है याद रखें की यह शॉर्ट सर्किट बिंदु ISC इन्सोलेशन का सीधा मापक है और इसलिए इसके स्पाइस में परिभाषित किए जाने का अर्थ यह है कि आप इसका मान इन्सोलेशन के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास यह तय करने का कोई पैमाना हो कि पीवी पैनल के लिए ISC तथा VOC का मान क्या होना चाहिए और इसलिए हमें एनजी स्पाइस में पीवी स्रोत की जरूरत होगी जिसका प्रतीक चिह्न इस प्रकार है तथा इस प्रकार I V अभिलाक्षणिक है जिसके अनुसार पीवी स्रोत को कार्य कर पाना चाहिए इस तरह के I V अभिलाक्षणिक वाले स्रोत को हम पीवी स्रोत कहेंगे हमें दो चीज करने की जरूरत है पहली यह कि हमें एक सब सर्किट लिखना है इस सब सर्किट मॉडल को इस तरह के I V अभिलाक्षणिक वाले पीवी स्रोत को दर्शाना चाहिए इस सब सर्किट मॉडल के लिए हम एक करंट सोर्स डायोड मॉडल का उपयोग कर सकते हैं वस्तुतः हम समांतर तथा श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध को छोड़ सकते हैं तथा एक आदर्श डायोड तथा करंट सोर्स मॉडल को ही ले सकते हैं इतना ही पर्याप्त होगा दूसरी चीज यह कि हमें एक प्रतीक चिन्ह बनाना होगा ताकि इसका स्कीमेटिक एडिटर में उपयोग किया जा सके मान लेते हैं कि इस प्रतीक चिन्ह को हम एक फाइल PVsourcesym में लिखते हैं तो इन दो चीजों को करने की हमें जरूरत होगी और तब हमारे पास पीवी स्रोत का मॉडल होगा और तब हम इस मॉडल को स्पाइस में अन्य अवयवों के साथ जैसे कि डीसी कनवर्टर में लगने वाले अवयव एक अवयव की भांति उपयोग कर पाएंगे तथा संपूर्ण निकाय को सिम्युलेट कर पाएंगे सर्वप्रथम हम पीवी स्रोत का मॉडल बनाएंगे याद करें कि हमने पीवी सेल के इस मॉडल की चर्चा की थी जिसमें करंट सोर्स डायोड तथा समांतर एवं श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध थे ये प्रतिरोध अनादर्श स्थिति को दर्शाते हैं मॉडल को सरल बनाने के लिए हम इन्हें छोड़ सकते हैं और हम सिर्फ करंट सोर्स तथा डायोड का प्रयोग करेंगे जो कि अनिवार्य है इस प्रकार हम एक संशोधित एवं सरलीकृत सर्किट के अनुसार मॉडल बनाते हैं तो हमारे पास एक करंट सोर्स है तथा एक डायोड है करंट सोर्स का एक स्थिर मान है यहां टर्मिनल है इस टर्मिनल का वोल्टेज vT है तथा टर्मिनल से प्रवाहित होने वाला करंट iT है और यह वही है जिसे हम ज्ञात करना चाहते हैं करंट सोर्स का मान ISC हम स्थिर तथा इन्सोलेशन के अनुपात में रखेंगे अब इसके लिए हम मॉडल लिखते हैं iT जो कि हम प्राप्त करना चाहते हैं का मान ISC में से डायोड करंट को घटाने पर प्राप्त होगा डायोड करंट का मान सैचुरेशन करंट I0 गुणित एक्स्पोनेंशियल vT बटा nVT में से 1 को घटाने पर प्राप्त होता है यहां vT टर्मिनल वोल्टेज तथा VT तापमान का वोल्टेज इक्विवेलेंट है n का मान सिलिकॉन के लिए 2 है तथा VT का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 0026 है गणना की सुविधा के लिए मैं nVT का मान 2 x 0025 005 ले लेता हूं इसके अनुसार पुनः लिखने पर हमारा मॉडल होगा iT ISC - I0 evT005-1 तो यह पीवी सेल अथवा पीवी इकाई का एक सरलीकृत मॉडल है आप देखते हैं कि यहां शॉर्ट सर्किट करंट ISC का मान निर्धारित किया जा सकता है तथा इसे अलग अलग इकाइयों के लिए नियत किया जा सकता है किंतु हम VOC का मान किस प्रकार तय करेंगे किंतु उसकी चर्चा करें उसके पहले हम यह देखें कि जो मॉडल अभी हमने प्राप्त किया है उसे सब सर्किट में किस प्रकार क्रियान्वित कर सकते हैं इसके लिए हम एक B सोर्स का प्रयोग करेंगे जो कि स्पाइस द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक नॉनलीनियर सोर्स है एनजी स्पाइस के यूजर मैन्युअल पर जाएं तथा B सोर्स जो कि एक नॉनलीनियर डिपेंडेंट सोर्स है के सिंटेक्स को देखें यह एक धन नोड तथा एक ऋण नोड के बीच में है आप या तो वोल्टेज अथवा करंट का व्यंजक इस प्रकार दे सकते हैं B1 0 से 1 नोड है I करंट का व्यंजक है तथा यह इस प्रकार से होता है आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट भी यहां दे सकते हैं तो आइए B सोर्स इकाई को हमारी पीवी स्रोत इकाई में उपयोग करने का प्रयत्न करें तो हम B सोर्स को na तथा nb के बीच उपयोग करेंगे इसे मैं Bpv कह देता हूं यह नोड na तथा nb के बीच है और इसका करंट आउटपुट i है सामान्यतः करंट आउटपुट को धनात्मक माना जाता है यदि यह धनात्मक नोड में प्रवेश कर रहा हो तथा इसे ऋणात्मक माना जाता है यदि यह धनात्मक नोड को छोड़ रहा हो जो स्थिति हमने ली है उसमें यह धनात्मक नोड को छोड़ता है अतः यहां व्यंजक ऋणात्मक चिह्न के साथ लिखा जाएगा यह व्यंजक क्या होगा यह iT होगा जो अभी हमने प्राप्त किया था यहां हम एक बिंदु की और चर्चा करना चाहते हैं कि हम यह नहीं चाहते कि ऋणात्मक करंट पीवी सेल की ओर प्रवाहित हो अर्थात हम यह चाहते हैं कि जब iT ऋणात्मक हो जाए अर्थात यह दिशा परिवर्तित कर ले उस स्थिति में iT का मान 0 तय कर दिया जाए इसका तात्पर्य यह है कि केवल तभी जब iT का मान 0 से अधिक हो iT का मान उस समीकरण से दिया जाए जो अभी हमने प्राप्त किया था तथा दूसरी स्थिति में i का मान 0 कर दिया जाए तो यह वह कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसे एनजी स्पाइस में लिखा जा सकता है और हम इस समीकरण को हमारे सब सर्किट मॉडल में प्रयोग कर सकते हैं अगला प्रश्न यह है कि पीवी इकाई का वोल्टेज किस प्रकार तय किया जाए क्या हम पीवी इकाई का वोल्टेज बढ़ा सकते हैं मान लेते हैं कि यहां समीकरण में मैं एक vscale मान से vT को भाग देता हूं उदाहरण के लिए जब vscale नहीं था तब टर्मिनल वोल्टेज vT का मान 07 से 08 के आसपास था अब यदि मैं vscale का मान 10 रख लूँ तब उतनी ही मात्रा में डायोड करंट प्रवाहित होने के लिए यहां न्यूमैरेटर को लगभग 07 से 08 होना चाहिए जिसका अर्थ यह है कि vT का मान 7 अथवा 8 हो जाना चाहिए क्योंकि 710 अथवा 810 07 अथवा 08 के बराबर होगा इसलिए चूँकि यह करंट सोर्स है समान मात्रा का करंट प्राप्त करने के लिए vT स्वतः ही आनुपातिक रूप से 7 अथवा 8 वोल्ट के उच्चतर मान को प्राप्त कर लेगा यदि vscale 10 निर्धारित किया जाए यदि आप vscale का मान 0 से अधिक कोई अन्य अनिश्चित पूर्णांक अथवा अपूर्णांक निर्धारित करें तो vT का मान आनुपातिक रूप से इस तरह बदल जाएगा ताकि यह न्यूमैरेटर 07 से 08 के आसपास रहे इस प्रकार इस मान को बदलकर हम वोल्टेज में आवश्यक परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं तो vscale तथा ISC वे दो मापदंड होंगे जिन्हें हम समंजित करेंगे अब हम सब सर्किट बनाने का प्रयास करें और देखें कि हम उसे स्पाइस स्कीमेटिक में कैसे शामिल करते हैं मैंने यहां एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम pvmodule है तथा उस फोल्डर में मेरे पास तीन फाइल्स हैं पहली pvcir फाइल आप cir फाइल से पहले ही परिचित हैं फिर एक स्कीमेटिक फाइल है तथा एक pvsub फाइल है सबसे पहले हम इस pvsub फाइल को देखेंगे जिसमें हमने सब सर्किट बना रखा है आप याद करें कि हमारे पास पहले एक pvsub फाइल थी जिसमें केवल डायोड का मॉडल था अब मैंने इस भाग पीवी सोर्स को सम्मिलित कर लिया है यह इस प्रकार है इसके दो टर्मिनल हैं एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक मैं दो पैरामीटर ISC तथा Vscale पास कर रहा हूं जिनके मान क्रमशः 1 तथा 50 रखे गए हैं पहला भाग यहां ISC का मान तय करना है इसके लिए मैं दो नोड nsc तथा 0 के बीच एक वोल्टेज सोर्स ओपन करता हूं तथा ISC पैरामीटर को यहां पास करता हूं ताकि मेरे पास ISC का एक नोड वोल्टेज मान होगा इसी प्रकार मेरे पास Vscale का भी एक नोड वोल्टेज मान होगा जिसका मैं यहां इस मॉडल में बाद में इस्तेमाल करूंगा गौर करें यह BPV मॉडल है टर्मिनल के 1 और 2 के बीच मैं इसका व्यंजक यहां लिख रहा हूं इसमें बाहर एक ऋण का चिन्ह है तथा कोष्ठक में iT का समीकरण है v नोड वोल्टेज है जो ISC को दर्शाता है तो यह ISC का मान ऋण 1e 7 जो कि I0 है गुणित e की घात v12 जो कि vT है बटा 005 जोकि nvT का मान है तथा इसे मैंने v से भी विभाजित कर दिया है जो कि Vscale का मान है यदि iT का यह मान 0 से बड़ा हो तो iT का यही मान लो और यदि iT का यह मान ऋणात्मक होता है तो इसकी जगह 0 ले लो तो यह पीवी स्रोत का मॉडल है जिसका हम उपयोग करेंगे जिसमें ISC तथा वोल्टेज दोनों आनुपातिक ढंग से समंजित किए जा सकते हैं इसी की हमें जरूरत है तो अब हमारे पास मॉडल है अब हमें एक प्रतीक चिन्ह की जरूरत होगी जो इस मॉडल को कॉल करेगा अतः अब हम पीवी इकाई के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनाएं किंतु हम यह करें उसके पहले मैं आपको ब्राउज़र पर दिखाना चाहता हूं यदि आप 'geda symbol creation wiki' इस तरह के विशिष्ट शब्द दर्ज करें तो आपको कई सारे परिणाम प्राप्त होंगे इनमें 'gEDAgaf Symbol Creation' जोकि gEDA प्रोजेक्ट के लिए wiki पेज है आपके पढ़ने तथा प्रतीक चिन्ह बनाने की विधि जानने के लिए एक अच्छा स्रोत है और अधिक सीखने के लिए दूसरा स्रोत 'Creating Your Own Symbol in gschem Ashwith' है इसको पढ़िए और जानिए कि प्रतीक चिन्ह किस प्रकार बनाए जाते हैं अब हम पीवी प्रतीक चिन्ह बनाएंगे gEDA स्कीमेटिक को खोलें यह इस तरह खुलता है प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए आपको यह सब हटाना पड़ेगा तथा एक्सटेंशन sch को बदलकर sym करना होगा अर्थात आप इसे PVsourcesym नाम से सेव करेंगे इसे यहां सेव कर लेते हैं तो अब हमारे पास PVsourcesym फाइल है यहां नीचे की ओर देखिए ग्रिड रेज़लुशन 100 100 लिखा हुआ है आपको ग्रिड को इसी रेज़लुशन पर रखना होगा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है हालांकि बनाते समय आप रेज़लुशन को बेहतर कर सकते हैं किंतु सेव करते समय इसे 100 100 ही रखना होगा आप ग्रिड स्पेसिंग को ऑप्शन में जाकर कभी भी बदल सकते हैं तो इसका उपयोग करके हम यहां ग्रिड स्पेसिंग बदल लेते हैं अब आप ऐड टैब का इस्तेमाल करेंगे यहां कई विकल्प उपलब्ध है जैसे नेट बस एट्रिब्यूट टेक्स्ट पिन जिनका आप उपयोग करेंगे तो अब मैं इस तरह से एक पिन शामिल कर सकता हूं अब जब मैं पिन पर डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर प्रॉपर्टीज सामने आ जाती हैं जैसे पिनटाइप पिनलेबल पिननंबर पिनसीक्वेंस आदि आपको यहां उचित एट्रिब्यूट बताने की जरूरत है पिननंबर तथा पिनसीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं किंतु प्रायः वे समान ही होते हैं हालांकि कभी कभी पिननंबर तथा पिनसीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं पिनसीक्वेंस वह सीक्वेंस है जो आप सब सर्किट में उपयोग करेंगे अतः यह सब सर्किट सीक्वेंस से सम्बद्ध है पिननंबर आईसी पैकेज के विवरण से अधिक सम्बद्ध है तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मैंने एक पिन यहां तथा दूसरी पिन यहाँ पर शामिल कर ली है आप डबल क्लिक करने पर देख सकते हैं कि मैंने पिननंबर 1 तथा पिनसीक्वेंस भी 1 दिया है आप पिनलेबल भी दे सकते हैं जो अल्फान्यूमैरिक हो सकता है मैं कह सकता हूं कि यह " है तथा पिनटाइप pwr है तो ये वे अटरीब्यूट हैं जो मैं इस पिन को दे रहा हूं आप दूसरी पिन को देखें जिस का पिननंबर 2 तथा सीक्वेंस भी 2 है लेबल ' ' तथा पुनः टाइप pwr है इसे भी मैंने एड अटरीब्यूट पर जाकर शामिल किया है तो ऐड अटरीब्यूट पर जाएं आप refdes value चुन सकते हैं इस लेबल विशेष के लिए मैंने इसे जोड़ा है और 'xPV ' नाम दिया है ' ' इसलिए क्योंकि यदि आपके पास स्कीमेटिक में कई सारे पीवी स्रोत हैं तो आप उन्हें 1 2 3 4 इस प्रकार से अंकित कर सकते हैं आगे x लिखने का कारण यह है कि मैं इसे सब सर्किट को संदर्भित करने वाला हूँ तथा सब सर्किट के लिए पहला अक्षर x होना चाहिए अब हमें प्रतीक चिन्ह बनाने की जरूरत है इसके लिए ऐड टैब में लाइन विकल्प का चयन करें अब मैं इसे इस तरह बनाता हूं ताकि यह एक पीवी स्रोत को दर्शाए मान लेते हैं कि इसे हमने दोनों पिन के बीच में बनाया है इसे पुनः सेव कर लें इसे बनाने के बाद अब सारे लेबल्स को देखें यहां धन का चिन्ह है यहां ऋण का pwr भी है यह सब भद्दा दिखाई देता है तथा यह मान है इस मान में मैं PVSOURCE सब सर्किट को कॉल करता हूं तथा ISC का मान और Vscale का मान पास करता हूं यह महत्वपूर्ण है आप यह सारा विवरण छुपा सकते हैं ताकि यहां सिर्फ पिन तथा यह XPV दिखाई दे और तब यह साफ सुथरा दिखाई देगा यदि आप EN का प्रयोग करें तो यह सब कुछ छिप जाएगा अब इसे सेव करें सीधे क्विट ना करें बल्कि एडिट पर जाएं सिलेक्ट ऑल करें यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है यदि आप चाहते हैं कि आपका चित्रण ठीक रहे जब आप विन्यास बना रहे हैं इसलिए जब आप सर्किट डायग्राम बना रहे हैं जिसमें वायर्स को पिंस के साथ लॉक कर देना चाहिए तब आप सिलेक्ट ऑल करें तथा सिंबल ट्रांसलेट पर जाएं यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है प्रत्येक बार एडिट करते समय आप यह करें सिंबल ट्रांसलेट पर जाएं 0 लिखें OK करें सेव करें इस प्रक्रिया के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं प्रत्येक बार एडिट करते समय इसी क्रिया को दोहराएं इसे मैंने लोकल होम डायरेक्टरी में सेव कर लिया है आपके पास एक gaf फोल्डर होगा जब आप gEDA को इंस्टॉल करेंगे gaf फोल्डर में एक symbols नाम का फोल्डर है तथा symbols फोल्डर में आपकी अपनी कंपोनेंट्स लाइब्रेरी हो सकती है मैंने कुछ अवयव बनाए हैं उन्हें मैं आपके साथ साझा करूंगा तो यहां मैंने एक PVsource बनाया है यहां कई अन्य चीजें भी है जिन्हें मैं आपके साथ साझा करूंगा और उन्हें आप अपने खाली समय में देख सकते हैं तो यह PVsource है जो हमने बनाया है तो इसे बना कर हमने यहां रख दिया है किंतु आपको gEDA को यह बताना होगा कि वह इसे यहां देखें इसके लिए अपने userhome में जाएं ctrlh करें इससे डॉटफाइल्स दिखने लगेंगी gEDA कंफीग्रेशन फाइल में जाएं वहां gafrc फाइल दिखेगी यदि वहां नहीं है तो ऐसी एक खाली फाइल बना लें और इसे डबल क्लिक करके खोलें तथा इसमें यह टाइप कर लें जो आगे लिखा गया है तो आपको लिखना होगा component library search "homelumsgafsymbols" home आपकी लोकल होम डायरेक्टरी है gaf वह डायरेक्टरी है जहां आपने symbols नाम का फोल्डर रखा हुआ है तो उसके अंदर ये सारे फोल्डर और विभिन्न लाइब्रेरीज तथा कंपोनेंट लाइब्रेरीज को ढूंढेगा जो आपने बनाई हुई हैं इस सर्च पाथ की आवश्यकता है और तभी यह इसे पहचानेगा तथा उपयोग कर पाएगा अब हम देखें कि क्या यह हमारे प्रतीक चिन्ह को जिसे हमने बनाया है देख पाता है और क्या हम इसे सिमुलेट कर सकते हैं इसके बाद हम pvsch फाइल खोलते हैं और इसमें हम अवयव लगाते हैं अब मैं कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी में देखता हूं कि क्या यहां PVsource दिखाई दे रहा है जो अभी हमने बनाया था यह यहां दिखाई दे रहा है और इसे मैं यहां लगा लेता हूं मैं यहां एक साइन सोर्स भी लगा लेता हूं तथा सारे कनेक्शन कर लेता हूं अब मैं लेबल को एडिट कर लेता हूं प्रश्नवाचक चिन्ह हटा लेता हूं वैल्यू पैरामीटर को इस तरह एडिट कर लेता हूं शॉर्ट सर्किट करंट ISC10 एंपियर तथा Vscale50 मैंने यहां pvsub को शामिल कर लिया है जिसमें सब सर्किट है आप देख रहे हैं कि pvsub में सब सर्किट है जिसे pvsch से कॉल किया जाता है pvsch में प्रतीक चिन्ह है और यह प्रतीक चिन्ह PVsource सब सर्किट को कॉल कर रहा है जो कि यहां पर है इस प्रकार सब कुछ भली भांति जुड़ा हुआ है और इसलिए अब हम इसे एनजी स्पाइस में सिम्युलेट कर सकते हैं मैं pvcir फाइल को खोल लेता हूं यह फाइल ये संक्रियाएं संपादित करती है tran 0 से 5 ms के बीच में जहां 001 ms को इनिशियल कंडीशन का उपयोग करके प्रिंटआउट के लिए लिया गया है इसमें include pvnet से pvnet को शामिल करेंगे जिसे हमें उत्पन्न करने की जरूरत है फिर इसमें कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जैसे मैं चाहता हूं कि इस आरेख की पृष्ठभूमि सफेद हो तथा अग्रभूमि काली हो तो आप यह कर सकते हैं ऐसा हमने पहले भी किया है और फिर आप आरेख बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं तो हम इस निर्गम स्रोत के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट i तथा टर्मिनल वोल्टेज v के बीच एक आरेख बनाएंगे तथा दूसरा आरेख इन वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल बटा 40 तथा वोल्टेज v के बीच बनाएंगे इस प्रकार वास्तव में हम I V तथा P V आरेख बना रहे हैं यहां मैंने 40 से विभाजित क्यों किया है यह इसलिए कि दोनों आरेख एक ही पटल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें यदि मैं करंट को 10 एंपियर तथा वोल्टेज को 40 वोल्ट नियत करूं तो आप देखेंगे कि पावर 400 वाट नहीं 400 वाट से कुछ कम होगी क्योंकि वास्तव में यह वोल्टेज का 70 गुणित करंट होगा तथा उसे 40 से भाग देने पर 10 वाट के लगभग मान प्राप्त होगा इस तरह यह एक प्रकार का मानकीकरण है ताकि हम दोनों आरेखों को एक ही पटल पर देख सकें किंतु साथ ही मानसिक रूप से इस मान से गुणा करके वास्तविक पावर प्राप्त कर सकें अब इस आरेख को बना कर देखते हैं पहले टर्मिनल विंडो को खोलते हैं तथा यहां सबसे पहले pvmodule फोल्डर में जाते हैं अब सर्वप्रथम gnetlist g spice sdb o pvnet pvsch इन कमांड्स का उपयोग कर हम gnetlist उत्पन्न करेंगे ये कमांड्स हम पहले देख चुके हैं जब हमने स्पाइस के प्रयोग किए थे तो हम यह करें और फिर ngspice pvcir करने से यह एग्जीक्यूट हो जाएगा तथा अपेक्षित आरेख प्राप्त होगा गौर करें शॉर्ट सर्किट करंट 10 है तथा ओपन सर्किट वोल्टेज लगभग 46 है जैसा कि अपेक्षित था यह कभी ऋणात्मक नहीं होता क्योंकि हमने iT के ऋणात्मक होने पर उसका मान 0 तय कर दिया था इस प्रकार यह लाभदायक है यह नीला आरेख पावर कर्व दर्शाता है बेशक आप अलग अलग संयोजनों के लिए इसे देख सकते हैं अभी हमने यह पाया है कि हम एक पीवी स्रोत प्रतीक चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं जहां हम ISC तथा VOC के मानों को आनुपातिक रूप से बदल सकते हैं तथा इसी प्रतीक चिन्ह को आप किसी भी पीवी अनुप्रयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं और यह लगभग वही I V अभिलाक्षणिक देगा जैसा कि एक फोटोवोल्टिक सेल के लक्षणों के अनुसार अपेक्षित है मूल मॉडल में जहां हमने डायोड तथा करंट सोर्सेस का प्रयोग किया था और उन्हें हम श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में लगाते जा रहे थे इस प्रकार इस मॉडल का प्रयोग करने पर हमें बड़ी संख्या में अवयव शामिल करना होते इतना ही नहीं प्रत्येक भिन्न स्पेसिफिकेशन के लिए हमें पीवी पेनल्स के समूहों उनके श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजनों को बदलते रहना होताअनुकूलित बनाते रहना होता जिसमें न केवल गलतियां होने की संभावना रहती बल्कि एक विशाल पीवी सोर्स सर्किट तथा अत्यधिक संख्या में अवयव होने से सिमुलेशन की गति धीमी हो जाती उस मॉडल की तुलना में यह मॉडल स्पष्ट है अनावश्यक अवयवों के आधिक्य से रहित है तथा न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ कार्य करने में समर्थ है किसी भी प्रयोग के लिए जिसे आप सिम्युलेट करना चाहते हैं इस मॉडल में आपको सिर्फ शॉर्ट सर्किट करंट ISC इन्सोलेशन तथा वोल्टेज स्केलिंग फैक्टर का मान प्रदान करना होगा और इस तरह आपके पास एक पीवी स्रोत होगा जिसे हम डीसी डीसी कनवर्टर के साथ MPPT को सिम्युलेट करने के लिए उपयोग करेंगे इसके पहले कि हम एमपीपीटी अल्गोरिथ्म्स लगाएं हमें पहले यह देखने की जरूरत होगी कि हमारा पीवी स्रोत डीसी डीसी कनवर्टर के साथ लगाए जाने पर भली भांति कार्य करे